नमस्कार ऐस्टीमेशन फॉर वायरलेस सिस्टम पर चल रहे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के एक और अध्याय में स्वागत है अभी तक हमने पैरामीटर ऐस्टीमेशन की बात की एक स्केलर पैरामीटर H के ऐस्टीमेशन की तो अब हम लोग कुछ और सामान्य परिदृश्य के बारे में बात करेंगे जोकि है एक वेक्टर पैरामीटर के ऐस्टीमेशन के बारे में और यहां जिस पैरामीटर का ऐस्टीमेशन किया जाने वाला है वह एक वेक्टर पैरामीटर है जिसे दर्शाया गया है H bar से ठीक है तो आज के अध्याय में हम वेक्टर पैरामीटर ऐस्टीमेशन के बारे में बात करेंगे तो आज हम क्या बात करने वाले हैं मूलत किसी वेक्टर के लिए ढांचा कैसे तैयार किया जाता है वेक्टर पैरामीटर ऐस्टीमेशन के लिए और यहां जो मुख्य शब्द है वह मूलत एक वेक्टर है तो अभी तक हम बात कर चुके हैं एक पैरामीटर के या कहे कि एक स्केलर पैरामीटर H के बारे में बात कर चुके हैं जोकि स्केलर पैरामीटर के ऐस्टीमेशन में बारे में था अभी से और इस अध्याय से हम बात करेंगे वेक्टर पैरामीटर वेक्टर पैरामीटर के ऐस्टीमेशन की चलिए मैं इसे लिखता हूं इस पर ध्यान दीजिए यह एक वेक्टर पैरामीटर है और और जिस तरह के संकेत वेक्टर्स के लिए के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इसे दर्शाते हैं H bar से यह एक पैरामीटर वेक्टर H bar है चलिए हम इसे कहते हैं यह एक M डाइमेंशनल वेक्टर H1 H2 up to HM है तो यह मूलतः M पैरामीटर्स H1 H2 up to HM का संग्रह है तो आज से हम क्या बात करने वाले हैं जो मूलतः वेक्टर पैरामीटर का ऐस्टीमेशन है जिसे हम H bar से दर्शाते हैं जो कि एक M डाइमेंशनल वेक्टर हैइसका मतलब इसमें M पैरामीटर्स है जिन्हें हम H1 H2 up to HM के द्वारा दर्शाते हैं तो और अच्छे से समझने के लिए इस संकल्पना की प्रेरणा या इस बात की प्रेरणा कि हम एक स्केलर पैरामीटर की बजाएं वेक्टर पैरामीटर को एस्टीमेट क्यों कर रहे हैं चलिए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं मुझे लगता है इसकी संकल्पना और ढांचा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी किसी उदाहरण से तो चलिए हम शुरू करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के संदर्भ में लिए गए एक उदाहरण से तो चलिए इस उदाहरण को देखते हैं और इस उदाहरण में भी हमारे पहले के उदाहरणों की तरह हम देखेंगे चैनल ऐस्टीमेशन और याद रखिए वायरलेस सिस्टम में फीडिंग चैनल गुणांक का ऐस्टीमेशन चैनल ऐस्टीमेशन कहलाता है चलिए हम एक मल्टी एंटीना सिस्टम में चैनल ऐस्टीमेशन देखते हैं अभी तक हमने सिर्फ सिंगल एंटीना कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में विचार किया तो अब हम मल्टी एंटीना सिस्टम में चैनल ऐस्टीमेशन देखेंगे तो हम क्या कह रहे हैं चलिए समझने की कोशिश करिए वेक्टर पैरामीटर ऐस्टीमेशन के ढांचे को जानने की और समझने की चलिए शुरू करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में चैनल ऐस्टीमेशन के एक सरल उदाहरण से परंतु मल्टी एंटीना सिस्टम में चैनल ऐस्टीमेशन के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें मल्टीपल एंटीना सिस्टम हो जिसका मतलब है एक से ज्यादा एंटीना ठीक है और इस सामान्य से परिदृश्य में मेरे पास एक ट्रांसमीटर है मेरा ट्रांसमीटर जोकि वायरलेस ट्रांसमीटर है और मेरे पास मेरा रिसीवर है मेरा वायरलेस रिसीवर चलिए तो मैं इस वायरलेस रिसीवर को RX से दर्शाता हूं और चलिए मेरे पास बेस स्टेशन पर मल्टीपल एंटीना है यह सिर्फ एक एंटीना नहीं है परंतु बेस स्टेशन पर एक से ज्यादा एंटीना है तो यह सारे त्रिकोण मूलतः एक एंटीना है और अब मैं कह सकता हूं यह मेरा ट्रांसमीटर और यह सारे मल्टीपल एंटीनाज है चलिए हम कहते हैं यहां M ट्रांसमिट एंटीना और रिसीवर पर सिर्फ एक एंटीना है एक सिंगल रिसीव एंटीना उदाहरण के लिए हमने एक सामान्य परिदृश्य का विचार किया सिस्टम एक बेस स्टेशन की तरह है उदाहरण के लिए आपका ट्रांसमीटर एक बेस स्टेशन है और रिसीवर चलिए इसे कहते हैं आपका मोबाइल या मोबाइल स्टेशन तो ट्रांसमीटर आकार में बड़ा है और इसमें मल्टीपल एंटीनास हो सकते हैं और बेशक इस तात्कालिक जनरेशन 3G वायरलेस सिस्टम में 2 से 4 तक एंटीना हो सकते हैं LTE में चार एंटीना या 4 से ज्यादा भी तो लोग ऐसे सिस्टम जिसमें चार एंटीना और आठ एंटीना के बारे में बात कर रहे हैं ठीक ट्रांसमीटर हो सकते हैं जोकि बेस स्टेशन की तरह होंगे वायरलेस बेस स्टेशन जिसमें 1 से ज्यादा एंटीना होंगे ठीक तो हम ट्रांसमीटर पर मल्टीपल एंटीनास के बारे में विचार कर रहे हैंट्रांसमीटर पर लगे एंटीना को M से दर्शाया हैं और रिसीवर पर एक सिंगल एंटीना है और जो कि मोबाइल है और ट्रांसमिशन और चलिए मान लेते हैं ट्रांसमिशन बेस स्टेशन से मोबाइल की ओर हो रहा है तो आप एक डाउन्लिंक परिदृश्य का विचार कर रहे हैं चैनल ऐस्टीमेशन परिदृश्य में हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके है ट्रांसमिशन बेस स्टेशन से मोबाइल की ओर हो तो यह डाउन लिंक है जब ट्रांसमिशन मोबाइल से बेस् स्टेशन की ओर हो तो यह अपलिंक है तो हम वायरलेस कम्युनिकेशन परिदृश्य में एक मल्टी एंटीना डाउन लिंक के बारे में विचार करते हैं जहां बेस् स्टेशन पर मल्टीपल एंटीना और मोबाइल पर एक सिंगल एंटीना है अब क्योंकि यहां पर मल्टीपल एंटीना है इन एंटीना से संबंधित यहां मल्टीपल चैनल कोएफिशिएंट होंगे और क्योंकि यहां M एंटीना है M चैनल कोएफिशिएंट H1 H2 up to HM है तो हम मूलतः क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कुल M एंटीना है M एंटीना है बेस स्टेशन M एंटीनाज हैऔर ट्रांसमीट एंटीना I और रिसीव एंटीना के बीच के चैनल कोएफिशिएंट को HI से दर्शाया जाता है यह है चैनल कोएफिशिएंट चलिए उदाहरण के लिए हम लेते हैं H2 जहां H2 है बेस स्टेशन पर ट्रांसमिट एंटीना 2 और सिंगल रिसीव एंटीना के बीच का चैनल कोएफिशिएंट इसी तरह से H3 ट्रांसमीट एंटीना 3 और सिंगल रिसीव एंटीना के बीच का चैनल कोएफिशिएंट है और क्योंकि हमारे पास M एंटीना M ट्रांसमीट एंटीनास इसलिए हमारे पास M ट्रांसमीट एंटीनास से संबंधित M चैनल कोएफिशिएंट है तो हमारे पास M चैनल कोएफिशिएंट H1 H2 up to HM हैयह है आपके M चैनल कोएफिशिएंट इस मल्टी एंटीना वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारे पास M चैनल कोएफिशिएंट हैहमारे पास M चैनल कोएफिशिएंट हैऔर हम शुरू करते हैं M चैनल कोएफिशिएंट से एक उदाहरण की तरह इन M चैनल कोएफिशिएंट को हम एक वेक्टर की तरह देख सकते हैं एक वेक्टर Hbar और जो है चैनल वेक्टर H bar जो एस्टीमेट किया जाएगा इसलिए यह देता है वेक्टर पैरामीटर ऐस्टीमेशन तोहमारे पास क्या है M चैनल कोएफिशिएंट जिनका ऐस्टीमेशन किया जाएगा तो इन M चैनल कोएफिशिएंट को वेक्टर H bar जो बराबर है H1 H2 up to HM से दर्शाते हैं तो यह वह चैनल वेक्टर है जिसका ऐस्टीमेशन किया जाना है यह आपका चैनल वेक्टर जिसका ऐस्टीमेशन होना है तो स्वाभाविक रूप से एक मल्टीपल एंटीना सिस्टम जिसमें मल्टीपल एंटीना है और इसीलिए इसमें मल्टीपल चैनल कोएफिशिएंट है जो कि स्वाभाविक रूप से एक उदाहरण है वेक्टर पैरामीटर ऐस्टीमेशन का तो अब हम लोग सिर्फ स्केलर पैरामीटर का विचार करके संतुष्ट नहीं होंगे परंतु हमें ग्रुप ऑफ़ पैरामीटर्स को देखना चाहिए यह सारे पैरामीटर्स जो कि एक समूह बनाते हैं एक वेक्टर की तरह जो कि स्वाभाविक रूप से हमें ले चलते हैं वेक्टर पैरामीटर ऐस्टीमेशन की जरूरत की ओर अब हम इस चैनल वेक्टर का एस्टीमेट किस तरह करेंगे चैनल वेक्टर H bar के ऐस्टीमेशन की समस्या को इस तरह तैयार करते हैं और जो निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है सिंगल इनपुट की तरह सिंगल ट्रांसमिट एंटीना की तरह और सिंगल रिसीव एंटीना हम पायलट सिंबल को ट्रांसमिट करेंगे ट्रांसमीटर से जो कि एक डाउन्लिंग परिदृश्य है और जहां ट्रांसमीटर बेस स्टेशन है तो चलिए पायलट सिंबलस के ट्रांसमिशन का विचार करते हैं हालांकि मैं कुछ गलत हो सकता हूं क्योंकि हमारे पास मल्टीपल एंटीना है हर ट्रांसमिट एंटीना से हमें एक पायलट सिंबल का ट्रांसमिशन करना पड़ेगा तो पायलट सिंबल की जगह हम असल में पायलट वेक्टर्स को ट्रांसमिट करेंगे जहां पर ट्रांसमिटेड सिंबल का वेक्टर का संबंध हर ट्रांसमिट एंटीना के एक ट्रांसमिट सिंबल से है तो हम बात करेंगे पायलट वेक्टर के बारे में तो चलिए अब हम पायलट वेक्टर्स के ट्रांसमिशन का विचार करते हैं और बेशक यहां पर ऐसे मल्टीपल वेक्टर्स होंगे तो तो हमारे पास क्या होगा तो चलिए हम इन्हें दर्शाते हैं XI ऑफ K से जहां पर XI ऑफ K पायलट सिंबल है और यह Ith एंटीना से K समय पर ट्रांसमिट होने वाला पायलट सिंबल है हमारे पास मल्टीपल एंटीना है इसलिए हम सिंगल पायलट सिंबल के ट्रांसमिट के बारे में बात नहीं कर सकते पहले हमारे पास एक सिंगल ट्रांसमिट एंटीना था तो हमने कहा XK पायलट सिंबल है जोकि K समय पर ट्रांसमिट हुआ जबकि हमारे पास मल्टीपल एंटीना हैतो मैं दर्शाता हूं X I K यह I एंटीना से K समय पर ट्रांसमिट हुआ पायलट सिंबल है X I K दर्शाता है डाउन लिंक की स्थिति में ट्रांसमीटर जोकि बेस् स्टेशन है के I एंटीना से K समय पर ट्रांसमिट हुआ पायलट सिंबल हम एक साधारण उदाहरण X2 ऑफ 3 लेते हैं अगर मैं इसे देखता हूं तो यह ट्रांसमिट एंटीना 2 का सिंबल या पायलट सिंबल है यहां I बराबर है 2 ट्रांसमिट एंटीना केऔर आपका I बराबर है 2 के K समय या डिस्क्रीट समय 3 पर यह X2 ऑफ 3 समय 3 पर ट्रांसमिट एंटीना 2 के द्वारा भेजा गया सिंबल या पायलट सिंबल है इसलिए समय K परअगर हमारे पास YK ऑब्जर्व्ड सिंबल हैंYK जोकि रिसीव सिंबल है और यह बराबर होगा H1 X1 K H2 X2 K so on HM XM K VK के चलिए मैं इसे इस तरह समझाता हूं समय K पर YK ऑब्जर्व्ड सिंबल है और इसी समय K पर VK नाइंज सैंपल हैयह दोनों ही बातें बहुत सरल है और बाकी की सारी बातें विभिन्न चैनल कोएफिशिएंट से मिली हुई है उदाहरण के लिए H1 X1 K संबंधित है X1 Kजोकि ट्रांसमिट एंटीना 1 के द्वारा K समय पर ट्रांसमिट किया हुआ सिंबल है और जो कि चैनल कोएफिशिएंट H1 से गुजरता हैठीक और साथ ही साथ हमारे पास H2 है चैनल कोएफिशिएंट H2 times X2 K जोकि ट्रांसमिट एंटीना 2 के द्वारा K समय पर ट्रांसमिट किया हुआ सिंबल पायलट सिंबल है और इन सभी विभिन्न ट्रांसमिट एंटीना के योगदान को रिसीवर पर जोड़ा जाएगा और इसलिए हम देखेंगे एक कमपोजिट सम सिग्नल कि इस तरीके से व्याख्या करता हूं की H1K रिसीवर पर एक ऑब्जर्व्ड सिंबल है यह ऑब्जर्व्ड या आप कह सकते हैं आपका रिसीव सिंबल है आपका नाइज सैंपल VK है यह क्वांटिटी विभिन्न रिसीव एंटीना या ट्रांसमिट एंटीना का योगदान है विभिन्न ट्रांसमिट एंटीना के द्वारा भेजे गए सिंबल्स का योगदान है उदाहरण के लिए X1 K संबंधित है X1 Kजोकि ट्रांसमिट एंटीना 1 के द्वारा K समय पर ट्रांसमिट किया हुआ सिंबल है और जो कि चैनल H1 K से गुजरता है H2 X2 K बताता है सिंबल जो एंटीना 2के द्वारा K समय पर ट्रांसमिट किया हुआ सिंबल है और जो कि चैनल H1 K से गुजरता है और इसी तरह है HM XM K ठीक है और अब इसलिए यह सिस्टम समय K पर है जो समय K पर रिसीव सिंबल YK से संबंधित है मैं YK को निम्नलिखित तरीके से फिर से एक वेक्टर की तरह लिख सकता हूं वेक्टर संकेतों के बारे में हम पहले से ही अवगत हैं YK बराबर है H1 केH2 चलिए हम इस लिखते हैं इस तरह X1 K X2 K XM K टाइम्स रो वेक्टर टाइम्स H1 H2 up to HMतो यह M ट्रांसमिट एंटीना के द्वारा ट्रांसमिट किए हुए M पायलट सिंबल का रो वेक्टर है यह है H bar जोकि मूलतः आपका अन नोन पैरामीटर वेक्टर है प्लस बेशक आपका नाइज जोकि VK है तो मूल मूलतः हमारे पास रिसीव सिंबल है जो बराबर है X1 X2 up to XK के जोकि M ट्रांसमिट एंटीना के द्वारा K समय पर ट्रांसमिट किए हुए पायलट सिंबल का रो वेक्टर है जिसे गुणा करना है चैनल कोएफिशिएंट H1 H2 up to HM के कॉलम वेक्टर से जिसे हम वेक्टर H bar VK से दर्शएंगे जोकि नाइज सैंपल है अब चलिए हम कहते हैं कि हमारे पास ऐसे N पायलट वेक्टर्स है जो ट्रांसमिट हुए हैं N समय से संबंधित N पायलट ट्रांसमिशन जो है मल्टीपल ट्रांसमिट टाइम्स 1 2 3 up to N के ऊपर मल्टीपल पायलट सिंबल और मल्टीपल ट्रांसमिट एंटीना 1 2 3 up to N अब हम इन सभी को जोड़कर एक कंपोजिट सिस्टम मॉडल को देखते हैं और इसलिए अब हम N पायलट सिंबल को लेते हैं मेरे पास N ऑब्जर्व्ड सिंबल Y1 Y2 YN है और यह आपके N रिसीव सिंबल्स है मुझे कहना चाहिए हमारे पास N पायलट वेक्टर है क्योंकि M एंटीना एक वेक्टर ट्रांसमिट कर रहे हैं हर टाइम इंसटेंट पर अब अगर देखें तो मैं इसकी फिर से व्याख्या करता हूं चलिए मैं लिखता हूं सिस्टम मॉडल मेरे पास रिसीव सिंबल Y1 Y2 Up to YN जो की टाइम इंस्टेंट N पर है और जो बराबर है एक मैट्रिक्स के जो है X11 X12 up to X1 X1M मुझे लगता है हमें इन्हें X11 X 21 up to XM1 इस तरीके से लिखना चाहिए जहां X1 टाइम इंस्टेंट 1 पर ट्रांसमिट किया हुआ पायलट सिंबल है और X2 या X12 टाइम इंस्टेंट 2 पर ट्रांसमिट किया हुआ X22 टाइम इंस्टेंट 2 पर ट्रांसमिट किया हुआ और आगे XM2 टाइम इंस्टेंट 2 पर और X1N X2 N so on X XMN टाइम्स पैरामीटर वेक्टर इसका कारण बाद में बताऊंगा H1 H2 up to HM प्लस नाइज वेक्टर स्वाभाविक रूप से नाइज वेक्टर का डायमेंशन N होगा जहां V1 टाइम इंस्टेंट 1 पर नाइज सैंपल है इसी तरह V2upto VN और जो कि इनपुट आउटपुट पायलट सिंबल मॉडल है अब चलिए इस रिसीवड सिंबल के वेक्टर को मैं से Y bar दर्शाता हूं यहरिसीवड सिंबल का वेक्टर है चलिए इसे लिखते हैं यह क्या है यह पायलट सिंबल का एक N x M मैट्रिक्स है पायलट सिंबल का एक N x M मैट्रिक्स चलिए इसे Xbar से दर्शाते हैं अब यह आपका पायलट मैट्रिक्स है इस पायलट मैट्रिक्स में हर रो किसी एक टाइम इंस्टेंट से संबंधित है हर रो किसी टाइम से संबंधित है और हर कॉलम चलिए इसे लिखते हैं हर कॉलम एक एंटीना से संबंधित है हर कॉलम एक एंटीना से संबंधित है ठीक है उदाहरण के लिए देखते हैं टाइम इंसटेंट 2 पर जो रो है वह मूलतः X12 X22 so on XM2 है जिसका मतलब X11 टाइम इंस्टेंट 1 पर ट्रांसमिट एंटीना 1 से ट्रांसमिट हुआ सिंबल है X22 टाइम इंस्टेंट 2 पर ट्रांसमिट एंटीना 2 से ट्रांसमिट हुआ सिंबल है और इसी तरह से XM2 टाइम इंस्टेंट 2 पर ट्रांसमिट एंटीना M से ट्रांसमिट हुआ सिंबल है तो अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखें पायलट मैट्रिक्स की हर रो पायलट सिंबल जो ट्रांसमिट हुए हैं K टाइम इंस्टेंट पर M ट्रांसमिट एंटीना के द्वारा उनसे संबंधित है Kth रो संबंधित है K टाइम इंस्टेंट पर M ट्रांसमिट एंटीना के द्वारा ट्रांसमिट हुए M पायलट सिंबल से इसलिए हमारे पास हर रो में M एंट्रीज होगी इसका मतलब हमारे पास M कॉलमस और इसी तरह N रोज होंगी और हर रो किसी एक टाइम इंस्टेंट से संबंधित होगी इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास N टाइम इंस्टेंट होंगे जो की मूलतः N पायलट वेक्टर से संबंधित होंगे तो यह मैट्रिक्स पायलट मैट्रिक्स N x M है अब मैं इस कॉलम वेक्टर को बनाता हूं यह Hbar कुछ छोटा है क्योंकि पहले हमने माना था कि N या तो बड़ा या बराबर होगा M के इसका कारण बहुत ही आसान है क्योंकि हमारे पास M अननोन चैनल कोएफिशिएंट है और N N नंबर ऑफ ऑपरेशन है M अननोन कोएफिशिएंट को एस्टीमेट करने के लिए N ऑब्जरवेशन या इससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी यह समीकरणों का सरल गुण है अगर हमें M अननोन क्वांटिटीज का एक यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे पास M समीकरण या इससे ज्यादा होने चाहिए तो मूलतः हमारे पास N पायलट वेक्टर हैN पायलट ऑफ ऑब्जरवेशन यहां पर ट्रांसमिटेड पायलट वेक्टर कम से कम बराबर या ज्यादा होनी चाहिए M से जहां पर Mअननोन चैनल कोएफिशिएंट है तो हमारे पास है N x M पायलट मैट्रिक्स जहां N बडा या बराबर है M से कम से कम यह हमने मान लिया है ठीक है तो चलिए मैं इसे लिखता हूं यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैN बड़ा है या बराबर है M के जिसका मतलब है नंबर ऑफ पायलट सिंबल ज्यादा या बराबर हो सकते हैं नंबर ऑफ चैनल कोएफिशिएंट के और बेशक जो हम पहले देख चुके हैं H1 H2 up to HM जो कि पायलट है जोकि चैनल कोएफिशिएंट है चैनल वेक्टर H bar और यह है आपका नॉइज V जिसमें है N नॉइज कोएफिशिएंट V1 V2 VN जोकि N रिसीवड सैंपल Y1 Y2 Up to YN से संबंधित है और अब मैं इन सभी को साथ में लिख रहा हूं वेक्टर नोटेशन के रूप में चलिए मैं इसे साफ तौर पर लिखता हूं मेरे पास है Y जो बराबर है चलिए मैं से लिख लूं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम इस नोटेशन का उपयोग आगे भी करेंगे H X bar V bar वेक्टर पैरामीटर ऐस्टीमेशन के लिए यह N x 1 ऑब्जर्वेशन वेक्टर या रिसीवड सिंबल वेक्टर है N x M पायलट मैट्रिक्स जो M पायलट वेक्टर से संबंधित है जोकि X है N टाइम इंस्टेंट पर ट्रांसमिट हुए M पायलट सिंबल का वेक्टर M चैनल कोएफिशिएंट का वेक्टर यह चैनल कोएफिशिएंट वेक्टर या चैनल वेक्टर कहलाता है और V bar आपका N x 1 नॉइज वेक्टर है आपका N x 1 नॉइज वेक्टर है और यह है आपका इनपुट आउटपुट यह मैट्रिक्स है इनपुट आउटपुट वेक्टर इनपुट आउटपुट सिस्टम मॉडल और ऐस्टीमेशन जिसे हम एस्टीमेट करना चाहते हैं आपका चैनल वेक्टर जोकि मूलतः एस्टीमेट H bar है जो कि एक वेक्टर पैरामीटर है तो H bar एक वेक्टर पैरामीटर है जिसको एस्टीमेट करने में हमारी दिलचस्पी है तो मूल रूप से हमने निरूपित किया है बहुत संक्षेप में और बहुत छोटे और मौलिक रूप में जहां Y bar ऑब्जर्वेशन वेक्टर है और जो कि Y1 Y2 Up to YN है N ट्रांसमिटेड पायलट वेक्टर जो बराबर है X के से संबंधित है यह N x M पायलट मैट्रिक्स है जहां पर N रोज हैं N टाइम इनस्टंट्स से संबंधित और M कॉलम है जो M ट्रांसमिट एंटीना x H bar जोकि चैनल वेक्टर है जिसमें चैनल कोएफिशिएंट हैअननोन चैनल कोएफिशिएंट H1 H2 up to HM और यह पैरामीटर वेक्टर से दर्शाया जाता है अननोन चैनल कोएफिशिएंट यह पैरामीटर वेक्टर H bar V bar जहां V bar नॉइज वेक्टर है तो वेक्टर पैरामीटर ऐस्टीमेशन मॉडल का ठोस वर्णन है और इसलिए अध्याय में हमने क्या देखा जोकि वेक्टर पैरामीटर के ऐस्टीमेशन की क्या आवश्यकता है पहले सिर्फ स्केलर पैरामीटर के ऐस्टीमेशन के बारे में बात की और एक उदाहरण भी देखा वायरलेस कम्युनिकेशन परिदृश्य में मल्टीपल एंटीना डाउन लिंक के चैनल वेक्टर ऐस्टीमेशन को एक उदाहरण की मदद से देखा हमने एक ढांचा तैयार किया या ढांचे को तैयार करने की क्या आवश्यकता है उसे समझा वेक्टर पैरामीटर ऐस्टीमेशन के लिए और हमने एक ठोस सुंदर सुगठित वेक्टर मॉडल वेक्टर सिस्टम मॉडल तैयार किया इसे कह सकते हैं Y bar equals X times H bar V barजो बाद में वेक्टर पैरामीटर H bar के ऐस्टीमेशन की और जानकारी लेने में हमारी मदद करेगा ठीक है तो हम इस समस्या के निरूपण को यहीं खत्म करते हैं और वेक्टर पैरामीटर ऐस्टीमेशन किस तरह किया जाता है और साथ ही लाइक्लीहुड फंक्शन से वेक्टर पैरामीटर ऐस्टीमेशन किस तरह किया जाता है यह हम जानेंगे आगे आने वाले अध्यायो में बहुत बहुत धन्यवाद